सुप्रभात और मल्टीरेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है यह व्याख्यान 1 और सभी छात्रों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत है आज के व्याख्यान में हम पाठ्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा देंगे और यह भी बताएंगे कि पाठ्यक्रम के तत्व क्या होंगे यह एक ऐसा कोर्स है जो मेरा मानना है कि बहुत सारे व्यावहारिक और सहज ज्ञान युक्त हैं और यह समझने में बहुत मददगार होगा कि मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग हमारे लिए क्यों फायदेमंद है और इस व्याख्यान में भी हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे तो में यह कहते हुए सुरु करता हूँ कि यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें सिद्धांत और अनुप्रयोगों का अच्छा मिश्रण है और वही इस कोर्स को एक दिलचस्प कोर्स बनाता है और कई किताबें हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो मॉड्यूल में अपलोड की गई है यह भी अनुशंसा करता हु कि आप यह पालन करें एक वह पुस्तक है जिसे आपने डीएसपी ओपेनहेम और शेफर पर बुनियादी पाठ्यक्रम के लिए उपयोग किया है और क्योंकि ओप्पेनहेम और शेफर में सैंपलिंग पर अध्याय हमारे लिए एक बहुत अच्छी नींव है शुरू करने के लिए और पाठ्यक्रम को सुरु करने के लिए और हम डीएसपी में आपके द्वारा बनाए गई नींव पर सार रूप में हैं इसलिए मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के सिद्धांत और अनुप्रयोग हमारे पास एक बिंदु है जो संभवतः डीएसपी पाठ्यक्रम में उतना मौजूद नहीं था डीएसपी पाठ्यक्रम में कभी कभी हम सैंपलिंग और पुनर्निर्माण के पहलुओं पर बहुत अधिक समय खर्च करते हैं हम इसका अध्ययन करते हैं हम अध्ययन करते हैं कि इसके इम्प्लिकेशन्स क्या हैं हम टाइम डोमेन पहलुओं फ्रीक्वेंसी डोमेन पहलुओं को देखते हैं लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के अध्ययन में हमारे लिए बहुत उपयोगी हिस्सा होगा तो इस संदर्भ में शायद मैं यह भी सुझाव दे सकता हूं कि एक बहुत ही उपयोगी रीडिंग असाइनमेंट है जिसे आप और शेफर को पढ़कर जो हम जल्द शुरू होने वाले व्याख्यानों में देखने जा रहे हैं की तैयारी के संदर्भ में शुरू कर सकते हैं ओ एंड एस OS का मतलब और शेफर है अध्याय 4 वह सैंपलिंग और विशेष खंड 1 से 3 पर अध्याय है और जो हम कक्षा में शामिल करेंगे वह एक अच्छी प्रशंसा होगी तो में एक फ्लेवर के साथ करता हूँ जिसका हम उल्लेख कर सके इसलिए जब मैं डीएसपी के बारे में बात करता हूं तो शायद ज्यादातर छात्रों के दिमाग में जो तस्वीर आती है वह यह है कि हम एल टी आई सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं क्या मैं सही हू एल टी आई सिस्टम यह एक एल टी आई सिस्टम है एल टी आई सिस्टम हमेशा इम्पल्स रिस्पांस के माध्यम से चिह्नित कर सकते हैं आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम इनपुट है एक्स ऍन x n जो एल टी आई सिस्टम द्वारा संसाधित होता है और आपको डिस्क्रीट टाइम आउटपुट वाई ऍन y n मिलता है ध्यान दें कि टाइम इंडेक्स वही इनपुट और आउटपुट है जिसका अर्थ है सैंपलिंग रेट इसलिए संक्षेप में एक कांस्टेंट सैंपलिंग रेट रहा है जो कि इनपुट सिग्नल के प्रतिनिधित्व के लिए इम्पल्स रिस्पांस के प्रतिनिधित्व के लिए और आउटपुट के लिए माना जाता है इसलिए अंतर्निहित सैंपलिंग रेट हालांकि वास्तव में नहीं हैं मैं एक सैंपलिंग रेट संबद्ध करता हूं लेकिन इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के पीछे एक सैंपलिंग रेट है और अंतर्निहित सैंपलिंग रेट समान है और मुझे लगता है कि सिर्फ नोट करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपने डीएसपी पहलू का अध्ययन करते समय जोर दिया होगा इसलिए अंतर्निहित सैंपलिंग रेट समान है इम्पल्स रिस्पांस के लिए आउटपुट के लिए इनपुट के लिए समान है उन सभी को समय की एक ही नोशन और सैम्पल्स के बीच अंतर इम्पल्स रिस्पांस ठीक है अब शीर्षक की प्रकृति के अनुसार मल्टीरेट डीएसपी हमें एक ऐसे डोमेन में ले जाएगा जहां सैंपलिंग रेट बदल जाएंगी तो मल्टीरेट डीएसपी का मतलब है कि एक सिस्टम के भीतर जैसा कि इस मामले में इनपुट और आउटपुट एक से अधिक सैंपलिंग रेट हो सकता है मल्टीरेट डीएसपी का अर्थ है कि हमारे पास कई सैंपलिंग रेट मौजूद हैं और आप सैंपलिंग रेट का परिचय क्यों देंगे क्या फायदे हैं आप इसका इस्तेमाल कब करेंगे क्या आप सैंपलिंग रेट बढ़ाते हैं या सैंपलिंग रेट घटाते हैं यह सब अध्ययन का हिस्सा है और हमारी समझ बदलने के लिए फायदेमंद है इसलिए कई सैंपलिंग रेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और यही वह है जो मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग को बहुत ही दिलचस्प अनुप्रयोगों के लिए सक्षम बनाता है तो मल्टीरेट डीएसपी इसके अध्ययन का कारण मैं कहूंगा कि मुख्य रूप से ऍप्लिकेशन्स की एक विस्तृत श्रृंखला है और ऍप्लिकेशन्स की श्रेणी में मुख्य रूप से संचार के क्षेत्र में शामिल हैं और यह शायद उन क्षेत्रों में से एक है जहां हम आईआईटी में अध्ययन कर रहे हैं तो संचार के क्षेत्र में स्पीच एंड इमेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी स्पीच इमेज प्रोसेसिंग के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है ये क्षेत्र हैं इसके अलावा आप पाएंगे कि मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग को मॉडेम साइड में रिसीवर साइड में ट्रांसमीटर साइड पर कई एप्लिकेशन मिले हैं आप एक ट्रांसमिटेड सिग्नल कैसे उत्पन्न करते हैं तो आप जिस मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग को देखते हैं वह कई दिलचस्प फ़्लवोरस में आती है लेकिन संभवतः संचार के संदर्भ में औ फ डी म के संदर्भ में यह एक और चीज है जो इसे और अधिक रोचक और प्रासंगिक बनाती है वह यह है कि मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग मल्टीरेट डीएसपी को इसके प्रमुख कंपोनेंट्स में से एक मिला है एक विषय जिसे फिल्टर बैंक कहा जाता है जहां आपके पास है कई फिल्टर जो एक इनपुट सिग्नल पर एक साथ काम कर रहे हैं यह पता चला है कि फ़िल्टर बैंक हमारे लिए औ फ डी म ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को समझने के लिए एक रूपरेखा है यह एक तरंग है जिसे आप 4 जी और 5 जी सेलुलर मानकों में देखते हैं और इसलिए बेशक वहाँ एक संचार दृष्टिकोण है कि ये औ फ डी म और कुछ नहीं बल्कि मल्टीटोन ट्रांसमिशन है हालांकि एक बहुत समृद्ध मल्टीरेट डीएसपी ढांचा है जो आपको बताता है कि कैसे समझना है ओ एफ डी एम कैसे काम करता है इसके कुछ फायदे नुकसान क्या हैं और हम इससे कैसे लाभान्वित होते हैं तो चलिए परिचय के माध्यम से कुछ और मिनट बिताते हैं वैसे जैसे फ़िल्टर बैंक हमें ओ एफ डी एम को समझने में मदद करते हैं यह हमें तरंगों को समझने में भी मदद करता है इसलिए फ़िल्टर बैंक ढांचा की एक छतरी है जो हमें ओ एफ डी एम को समझने में मदद करता है तरंगों को समझाता है और कई संचार ऍप्लिकेशन्स में इसका बहुत व्यापक उपयोग होता है इसलिए यदि आप इसे शीर्ष स्तर के संदर्भ में देखना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज जो हम बहुत सहज होना चाहते हैं वह है टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन के बीच स्थानांतरित करना जैसा कि डीएसपी द्वारा सांकेतिक मामले है जो आगे और पीछे जाने में सक्षम हो सभी अवधारणाओं हम दोनों आयामों में संबंधित होना चाहते हैं अब डीएसपी के मामले में केवल एक ही अंतर था और वह था केवल एक सैंपलिंग रेट इसलिए कुछ ऐसे रिश्ते थे जो आधार बनाते हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के संदर्भ में हैं तो यह सीटी होगा एक कंटीन्यूअस टाइम है अगर मैंने इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म करू तो मुझे सबस्क्रिप्ट सी कंटीन्यूअस के लिए मिलेगा क्योंकि यदि आप सबस्क्रिप्ट छोड़ देते हैं तो हम मान लेंगे कि हम डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हैं तो यह एक कंटीन्यू टाइम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म है तो यह कंटीन्यू टाइम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म है यह कुछ ऐसा है जिसे आपने सी टी ऍफ़ टी के रूप में संदर्भित संचार पर पाठ्यक्रम में अध्ययन किया होगा अब जब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पर आते हैं तो हमारे पास ऍन n इसी फॉरिएर ट्रांसफॉर्म इसके दो रूपांतर हैं आपके पास एक फॉर्म हो सकता है जिसमें Xejω होता है जो इसके द्वारा दिया जाता है और जैसा कि आप याद करेंगे इस परिवर्तन को डिस्क्रीट टाइम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म कहा जाता है ऐसा क्यों है क्योंकि सिग्नल डिस्क्रीट-टाइम के रूप में एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के विपरीत है और मैंने फॉरिएर ट्रांसफॉर्म किया है ठीक है यह निम्नलिखित तरीके के द्वारा चित्रित हो सकता है यह डिस्क्रीट-टाइम है यह कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीएफ डीटीसीएफ में है क्योंकि ओमेगा आपका फ़्रीक्वेंसी वैरिएबल है और वह एक कंटीन्यूअस वैरिएबल है अब डी टी ऍफ़ टी हमें एक और प्रतिनिधित्व की ओर ले जाता है जहाँ हमारे पास निम्नलिखित हैं और यह है यह ट्रांसफॉर्म क्या है डीएफटी डिस्क्रीट फॉरिएर ट्रांसफॉर्म यह टाइम में डिस्क्रीट है यह फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रीट है ठीक है तो यह हमारा है और निश्चित रूप से k 0 N 1 ठीक है अब बहुत बार डीएसपी के हमारे अध्ययन में हमारे पास इन 2 समानांतर रूपों की तरह है यदि यह कंटीन्यूअस टाइम में है तो हमारे पास ऊपरी शाखा है यदि यह डिस्क्रीट-टाइम है तो हमारे पास निचली शाखा है और कभी कभार हो सकता है हम दोनों के बीच लिंक के बारे में बात करते हैं लेकिन मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के संदर्भ में जो बेहद महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमारे पास हमेशा इन दोनों के बीच एक कड़ी होती है और कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट-टाइम तक जाती है सैंपलिंग की प्रक्रिया होगी और रिवर्स दिशा में यह पुनर्निर्माण है तो यह वह जगह है जहाँ मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के कुछ प्रमुख तत्व चलन में आते हैं और यह हमारे लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है हो सकता है उदाहरण हमारे लिए मददगार हो कि हम मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में भी बात करना शुरू कर दें इसलिए मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए मुझे सिर्फ हाई फिडेलिटी ऑडियो में मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के ऍप्लिकेशन्स को देखना चाहिए आप में से कई लोग संगीत के प्रशंसक हैं इसलिए मुझे यकीन है कि आप उच्च गुणवत्ता वाले संगीत का उत्पादन करने के लिए क्या सराहना करते हैं और आप पाएंगे कि मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग उस गुणवत्ता के संगीत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो मानव कान की सुनने की सीमा क्या है सुनने की सीमा क्या है वह कौन सी सीमा है जो आपके मानव कान के प्रति संवेदनशील है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज़ 20 हर्ट्ज़ से 20000 हर्ट्ज़ ठीक है ज्यादातर लोगों के लिए यह उस उच्च पर नहीं जाता है लेकिन यह उस सीमा से कम है जो हमारे पास है वह सीमा जो हम सबसे अधिक संवेदनशील हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी रेंज में है यह 2 से 5 किलोहर्ट्ज़ है और हमारे अधिकांश भाषण संचार में फ्रीक्वेंसी कंटेंट 4 किलोहर्ट्ज़ से कम है और आमतौर पर यह संगीत है जो शायद 18 किलोहर्ट्ज़ के लिए सभी तरह से सीमा प्राप्त कर चुका है ठीक है इसलिए संगीत वाद्ययंत्र बोली की तुलना में बहुत अधिक है और इसलिए आमतौर पर अगर आप संगीत का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो वह है जहां हाई फिडेलिटी अनुप्रयोगों के पहलू आते हैं ठीक है इसलिए हमारे पास हाई फिडेलिटी संकेतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 मानक हैं और हमारे पास 1 है जिसका प्रसारण ऑडियो है जो प्रतिनिधित्व करता है जो सूचना को 32 किलोहर्ट्ज़ के सैंपलिंग रेट पर संग्रहीत करता है सीडी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क 441 किलोहर्ट्ज़ की दर से सूचना संग्रहीत करती है और एक प्रारूप जो शायद आज उतना सामान्य नहीं है जिसे डिजिटल ऑडियो टेप कहा जाता है लेकिन फिर भी स्टूडियो में उपयोग किया जाता है रिकॉर्डिंग 48 किलोहर्ट्ज़ पर है ठीक है तो उन मामलों में से एक जहां आपको हो सकता है जहां आप मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग की शुरुआत में आएंगे यह होगा कि यदि आपके पास था तो कार्य यह है कि आपके पास एक सीडी है इसलिए कुछ संगीत जो आपके पास सीडी पर हैं आप इसे एक ऐसे प्रारूप में बदलना चाहते हैं जिसे प्रसारण ऑडियो पर चलाया जा सके तो इसका मूल रूप से मतलब है कि आपको सैंपलिंग रेट को 441 किलोहर्ट्ज़ से 32 किलोहर्ट्ज़ तक परिवर्तित करना होगा हमारे लिए दो विकल्प एक ब्रूट फ़ोर्स विकल्प होगा मुझे विकल्प 1 के रूप में कॉल करने दें आप सीडी डेटा ले सकते हैं आप इसे सुनते हैं आप मूल रूप से इसे एक एनालॉग सिग्नल में बदलते हैं जिसका अर्थ होगा कि आप अपना डेटा डी ए DA कनवर्टर के माध्यम से पास करेंगे जहां आपका डी ए DA कनवर्टर 441 किलोहर्ट्ज़ पर चल रहा है ताकि यह संबंधित एनालॉग सिग्नल का उत्पादन कर सके ठीक है एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो इस बिंदु पर आपके पास एक एनालॉग सिग्नल या कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल सीटी सिग्नल होता है जिसे आप किसी अन्य एनालॉग सिग्नल की तरह पिकअप कर सकते हैं और इसे 32 किलोहर्ट्ज़ सैंपलिंग रेट पर कर सकते हैं और फिर अपना प्रसारण ऑडियो प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो यह एक बहुत ही सरल व्यावहारिक अनुप्रयोग है जहाँ आपको अपना फ़ोर्स बदलना होगा अब ध्यान दें कि किसी भी समय डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण होता है इनफार्मेशन का कुछ नुकसान और फिडेलिटी का कुछ नुकसान होता है इसलिए सबसे पहले और इसके कुछ पहलुओं पर हम ध्यान देंगे कि इसमें कुछ जटिलताएं शामिल हैं क्योंकि डी ए DAऔर ए डी AD चल रहे हैं जटिलता है डी ऐस D As और ए डीस A Ds वास्तव में उनके अनुरूप फिल्टर हैं इसलिए कुछ जटिलता और बिजली की खपत है क्योंकि आपके पास उन ब्लॉक में अनुरूप एनालॉग कॉम्पोनेन्ट हैं जिनसे हम निपट रहे हैं और जो हम संदर्भित करते हैं वह मुख्य रूप से एनालॉग फ़िल्टर हैं क्योंकि पुनर्निर्माण के लिए एनालॉग फ़िल्टर की आवश्यकता होती है इससे पहले कि आप सैंपलिंग लें आपको एक और एनालॉग फ़िल्टर की आवश्यकता है तो मूल रूप से कुछ एनालॉग फ़िल्टरिंग है और निश्चित रूप से गुणवत्ता की संभावित हानि हो सकती है ठीक है क्योंकि हम सिग्नल्स के बहुत हाई फिडेलिटी प्रतिनिधित्व को देख रहे हैं आप अपने मूल सिग्नल में मौजूद किसी भी जानकारी को खोना नहीं चाहते हैं गुणवत्ता का संभावित नुकसान ठीक है तो ये चीजें हैं जो आप अब दूसरी ओर यदि आपके पास निम्नलिखित करने का एक तरीका है विकल्प 2 आप अपना सीडी डेटा लेते हैं और आप कुछ प्रसंस्करण करते हैं जो पूरी तरह से डिस्क्रीट टाइम डोमेन में होगा और आप प्रसारण ऑडियो के साथ बाहर आते हैं तो जो अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि आपने कुच भी नहीं खोया या आपने इसे एनालॉग में बदलने का प्रयास नहीं किया आप पूरी तरह से डिस्क्रीट टाइम डोमेन में रहे लेकिन फिर भी सैंपलिंग रेट के अनुवाद को प्राप्त करने में कामयाब रहे तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जो तब कहता है कि ठीक है अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो संभवतः कई फायदे हैं और आप पाएंगे कि इस पाठ्यक्रम के दौरान या इस अध्ययन के दौरान आप पाएंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे हैं कई एप्लिकेशन जो हम रोजमर्रा में संचार में सामना करेंगे तो यह हमारे लिए मल्टीरेट सिग्नल प्रोसेसिंग के कारण को देखने के लिए एक प्रेरणा है ठीक है अब सैंपलिंग के संदर्भ में हमारे लिए पहले कदम के रूप में यह धारणा है इसलिए हमारे पास कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है तो आप देख सकते हैं कि एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है जिसे तब नियमित अंतराल पर सैंपलिंग लि जाती है जिसे पीरियाडिक सैंपलिंग कहा जाता है और हमें सैंपलिंग प्रतिनिधित्व के इस ढांचे में प्रवेश करने के लिए शुरू करने के लिए हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि सैंपलिंग कब है एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की जानकारी के नुकसान के बिना स्वीकार्य होना चाहिए फिर यह संचार और सिग्नल प्रोसेसिंग दोनों में एक प्रसिद्ध अवधारणा है लेकिन फिर भी मैं इसे इस चर्चा के हिस्से के रूप में भी पेश करना चाहूंगा